यदि हम पिछले दो व्याख्यानों में याद करते हैं कि हमने देखा है कि हम माइक्रो कंट्रोलर के लिए रिले DC मोटर्स आदि जैसे उपकरणों को कैसे इंटरफेस कर सकते हैं और हम किसी प्रकार का नियंत्रण कर सकते हैं और साथ ही हम मूल्यों को समझ सकते हैं अब इस व्याख्यान में जो प्रयोग हम आपको दिखा रहे हैं हम यह प्रदर्शित करेंगे कि केवल एक उपकरण या एक सेंसर ही नहीं एक ही समय में कई उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर पर्याप्त शक्तिशाली है यहां हम मूल रूप से कई उपकरणों कई सेंसर और कई आउटपुट डिवाइसों को इंटरफ़ेस करने का तरीका देख रहे हैं पहले प्रयोग की बात करते हैं इस प्रयोग में जैसा कि यह कहा गया है कि हम कई सेंसर और कई आउटपुट डिवाइस को इंटरफेयर करेंगे विशेष रूप से इनपुट डिवाइस जिन्हें हम देख रहे हैं वे परिवेश के तापमान को महसूस करने के लिए संवेदन प्रकाश और LM 35 तापमान संवेदक के लिए LDR हैं अब आउटपुट डिवाइस जिन्हें हम इंटरफेस कर रहे हैं वे एक रिले सर्किट हैं जो फिर से एक LED बल्ब चलाएंगे जैसा कि हमने पहले व्याख्यान में देखा है और एक स्पीकर अब जिस तरह का वातावरण हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि वह हमने पहले से दिखाया है परिवेश प्रकाश के आधार पर आप स्वचालित रूप से एक रिले के माध्यम से एक बल्ब को स्विच ऑफ कर सकते हैं और दूसरी बात फायर अलार्म सिस्टम जैसा कुछ हो सकता है एक ऐसी प्रणाली होगी जो तापमान को महसूस कर रही होगी और जब भी तापमान एक निश्चित पूर्व निर्धारित सीमा को पार कर लेगा तो अलार्म बज जाएगा और उस अलार्म के लिए हमने एक स्पीकर सर्किट को बाधित कर दिया है विशेष रूप से इस प्रयोग में हम एक रिले एक स्पीकर एक LDR और LM35 का प्रयोग करेंगे रिले को डिजिटल पोर्ट लाइन D3 द्वारा संचालित किया जाएगा यह स्पीकर पोर्ट लाइन D5 से इंटरफ़ेस होगा LDR सर्किट आउटपुट को एनालॉग इनपुट A1 से जोड़ा जाएगा और LM35 सेंसर को एनालॉग इनपुट A0 से जोड़ा जाएगा अब यदि परिवेश प्रकाश इनपुट एक सीमा से नीचे आता है तो बल्ब चालू हो जाएगा इसके अलावा जब भी तापमान एक सीमा पार करता है तो अलार्म बज जाएगा पहले प्रोग्राम लॉजिक देखते हैं फिर हम आपको कोड दिखाएंगे यहाँ दिखाए गए चरण लूप में दोहराए जाएंगे पहले हमें एनालॉग इनपुट लाइन A0 पर वैल्यू की जाँच करनी होगी अगर यह उस लाइट के लिए थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर जाए जिसे हम थ्रेशोल्ड समझ रहे हैं तो हम रिले को बंद कर रहे हैं इसका मतलब है आपके पास पर्याप्त प्रकाश है अन्यथा रिले चालू करें इसका मतलब है बल्ब चमक जाएगा जब भी तापमान एक सीमा पार करता है तो स्पीकर को आवाज़ दी जाएगी और जब भी प्रकाश एक स्तर से नीचे गिर जाएगा तो रिले सक्रिय हो जाएगा उसके बाद आप तापमान के लिए उस चीज की जांच करते हैं यदि पोर्ट लाइन A1 पर मान कुछ सीमा से अधिक है तो आप स्पीकर पर एक टोन बजाते हैं जो अलार्म जैसा संकेत करता है लेकिन अगर यह नहीं है तो कोई PWM टोन नहीं होगा इसका मतलब है आप टोन नहीं बजाते हैं अब हम प्रोग्राम को देखते हैं प्रोग्राम इस तरह शुरू होगा तो आप D3 पर एक PwmOut लाइन को परिभाषित कर रहे हैं जिसे आप बल्ब कहते हैं फिर D6 पर एक और PwmOut जिसे आप स्पीकर कहते हैं और LDR और LM35 के अनुरूप दो एनालॉग इनपुट A1 और A0 हैं और कुछ वेरिएबल से हमने प्रकाश को परिभाषित किया है एनालॉग इनपुट की गणना के लिए तापमान और दो वेरिएबल में अस्थायी तापमान मान को संग्रहीत करने के लिए Lवेल्यू और Tवेल्यू और बल्ब को सक्रिय करने के लिए हमने मान लिया है कि हमने 50 हर्ट्ज PWM का उपयोग किया है समय अवधि 20 मिलीसेकंड के साथ और स्पीकर के लिए हमने 3 मिलीसेकंड की अवधि निर्धारित की है जिसका मतलब है कि स्पीकर पर 333 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बजाई जाएगी तो फिर हम मुख्य समारोह के बाकी हिस्सों में आते हैं लूप में दोहराए जाने के दौरान हम यहां प्रकाश की जांच कर रहे हैं और हम यहां के तापमान की जांच कर रहे हैं प्रकाश में हम एनालॉग इनपुट फंक्शन ldrread का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसे उस स्केल फैक्टर से गुणा कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले दिखाया था यदि यह उस सीमा मूल्य से अधिक है तो हम प्रकाश को बंद कर देते हैं यदि नहीं तो हम प्रकाश चालू करते हैं यह कर्तव्य चक्र को 00 या 10 पर सेट करके किया जाता है इसी तरह आप जिस तापमान को पढ़ रहे हैं उसके तापमान के लिए आप फिर से इसे किसी पैमाने के कारक से गुणा कर रहे हैं मैं 1000 का उपयोग कर रहा हूं और कुछ सीमाएं जिन्हें फिर से प्रयोग के माध्यम से चुना जा सकता है उस तापमान पर निर्भर करता है जहां आप अलार्म शुरू करना चाहते हैं तदनुसार हम स्पीकर पर एक निरंतर नोट बजाते हैं लेकिन अन्यथा हम कर्तव्य चक्र को 0 पर सेट करते हैं अब इस लाइन को वास्तव में इस लाइन की आवश्यकता नहीं है आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि एक बार जब आप ड्यूटी चक्र को 0 पर सेट करते हैं तो अवधि महत्वपूर्ण नहीं है अब हम प्रदर्शन को देखते हैं यह लाइन आप छोड़ सकते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इस कोड को कंपाइल करते हैं हम इसे सेव करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं अब हम सर्किट पर आते हैं अब देखें कि हमने उसी प्रकाश इंटरफेसिंग सर्किट्री का उपयोग किया है जैसा कि पहले दिखाया गया था एक रिले एक स्विचएक बल्ब मेन्स से जुड़ा है और हमने उसी LDR सर्किट का उपयोग किया है आप देखते हैं कि LDR बाधित है तो प्रकाश चमक रहा है आप देखें कि क्या यह फिर से शुरू किया गया है तो प्रकाश को बंद कर दें यहां आपके पास LM35 सेटिंग है यदि तापमान थ्रेशोल्ड से अधिक हो जाता है तो एक अलार्म टोन होगी यहां आप देख सकते हैं कि तापमान बस एक स्तर से आगे बढ़ गया है और यह अलार्म बजना शुरू हो गया है मैं सिर्फ अपनी उंगली से दबा रहा हूं ताकि तापमान थोड़ा बढ़ जाए यदि आपके पास हीटर है तो आप इसे बहुत स्पष्ट तरीके से दिखा सकते हैं यह देखें कि अलार्म बज रहा है क्योंकि यह थ्रेसोल्ड को पार कर रहा है लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गर्म कर सकते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट ध्वनि होगी जो अब आने वाली है इसलिए इस प्रयोग में हमने जो देखा है वह यह है कि हम कई उपकरणों को बाधित कर सकते हैं जब आप होम ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं तो आपके घर में कई तरह के उपकरण जुड़े हो सकते हैं अब ये माइक्रोकंट्रोलर पर्याप्त शक्तिशाली हैं जैसे कि ऐसा एक उपकरण पूरी चीज़ को नियंत्रित करने में सक्षम होगा केवल एक चीज यह है कि आपको अपना प्रोग्राम इस तरह से लिखना होगा कि कुछ डिवाइस इनपुट और बाधित मोड को भेज रहे होंगे कुछ डिवाइस जिन्हें आप बस एक एक करके पढ़ सकते हैं यह उपकरणों के प्रकार और वे आपको इनपुट भेजने के तरीके पर निर्भर करता है हम बाद के व्याख्यानों में इन पर अधिक प्रदर्शन देखेंगे जहाँ आप यह भी देख रहे होंगे कि उपकरण बाहरी दुनिया के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं धन्यवाद